मैं साकेत कुमार और मेरा प्रोजेक्ट पाटनर नारायण कुणाल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और आज हम आपको होम ऑटोमेशन इन सब का इस्तेमाल किया गया है हमने कनेक्टिविटी मॉड्यूलके लिए MQTT और HTTP Arduino IDE को कोडिंग के लिए और क्लाउड प्लेटफॉर्म थिंगस्पीक और जो भाषा इस्तेमाल की गई है वह है C और C कनेक्शन पिंन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है प्रोजेक्ट में MQTT ब्रोकर मॉडल है तो एक ब्रोकर के रूप से हमने HiveMQ ब्रोकर का उपयोग किया है जिसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है और क्लाइंट के लिए हमने MQTT Dash का उपयोग किया है जो हमारे स्मार्ट फोन से कनेक्ट है और NodeMCU भी MQTT क्लाइंट के रूप में काम कर रहा है तो दो प्रकार के MQTT क्लाइंट है एक पब्लिशर और दूसरा सब्सक्राइबर NodeMCU एक सब्सक्राइबर के तरीके से काम कर रहा है और MQTT Dash एक पब्लिशर के तरीके से काम कर रहा है तो मोबाइल के द्वारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज कंट्रोल करेंगे फिर मोबाइल से डाटा भेजेंगे और उस डाटा के आधार पर NodeMCU एक्शन लेगा क्योंकि यह रिले जुड़ी हुई है उसके द्वारा फैन बल्ब को सक्रिय करता है एक और चीज जो हमने इस्तेमाल की है वह है अल्ट्रासोनिक सेंसर जो हमने सिम्युलेट मोशन डिटेकट करने के लिए इस्तेमाल किया है जब भी हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास जाते हैं तो यह बल्ब को सक्रिय करेगा या तो यह बल्ब को निष्क्रिय करेगा अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट का डेमो दिखाऊंगा तो यह हमारा प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह NodeMCU हैं और यह पावर मॉड्यूल और यह अल्ट्रासोनिक सेंसर है इससेहमने रीले मॉड्यूल को कनेक्टे किया है जोकि बोर्ड के अंदर स्थित है अब हम आपको डेमो देंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि MQTT Dash जो MQTT क्लाइंट वर्किंग पब्लिशर है तो इसमें चार पोर्ट है रिले माड्यूल रिले 1 पोर्ट रिले 2 पोर्ट रिले 3 पोर्ट रिले 4 पोर्ट जब हम इस बटन को दबाएंगे तब डाटा NodeMCU सरवर मैं जाता है है NodeMCU सरवर डाटा के आधार पर एक्शन लेगा जब हम बटन दबआएंगे तब बल्ब चालू होगा और जैसे ही बटन बंद करूंगा वैसे ही चलना बंद हो जाएगा उसी के साथ हमने रिले के चार पोर्ट डाले हैं और जो 3 रिले पोर्ट है वह पंखे को कंट्रोल करता है और जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे पंखा बंद हो जाएगा उसी के साथ हमने LED बल्ब का इस्तेमाल किया है जो बोर्ड पर लगा हुआ है अल्ट्रासोनिक सेंसर मोशन डिटेक्शन के साथ जोड़ दिया है जब हम बल्ब से 5cm से 50cm की दूरी पर होते हैं तो वह है अपने आप शुरू हो जाता है अब मैं बल्ब के पास जा रहा हूं और जैसे ही मैं 50cm की दूरी पर आ गया वैसे ही बल्ब शुरू हुआ है जैसे ही मैं उसके दूर जाता हूं तो बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा तो जो भी एक्शन NodeMCU सरवर से भेजा जाता है जो थिंगस्पीक क्लाउड में जाता है मैं चंद्रानी रे चौधरी IIT खरगपुर की PHD scholar और डिपार्टमेंट ऑफ CSE की scholar तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट प्रदर्शन करने वाली हूं रोड सरफेस की मॉनिटरिंग डिटेक्शन और नोटिफिकेशन के ऊपर बनाया गया है इस उद्देश्य के लिए मैं NodeMCU और MPU 6050 सर्किट से बनाया गया है तो यहां सर्किट में NodeMCU शामिल है और यह NodeMCU MPU 6050 सेंसर से जुड़ा हुआ है तो मूल बातें यह है कि MPU 6050 सेंसर में एक्सीलरोमीटर और तापमान सेंसर शामिल है तो मूल रूप से यह सेंसर रोड सरफेस एक्सीलरेशन को डिटेक्ट करता है और यह डाटा NodeMCU के द्वारा भेजा जाता है तथा NodeMCU यह डाटा को सरवर तक भेजेगा तो इस स्थिति में मेरा लैपटॉप एक सर्वर के रूप में कार्य करेगा तो इधर एक पाइथन कोड चल रहा है और उसी के साथ मैं MQTT प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही हूं MQTT मूल रूप से publish subscribe मशीन पर कार्य करता है तो पब्लिशिंग पर्पस के लिए मैं HiveMQ ब्रोकर का इस्तेमाल कर रही हूं और उसके लिए दूसरे क्लाइंट की जरूरत है मेरे फोन में यहां पर एक क्लाइंट है उस क्लाइंट का नाम MQTT क्लाइंट है क्लाइंट मूल रूप से सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं जैसे कि क्लाइंट ने अपने आप ही बता दिया कि इस सड़क की परिस्थिति बहुत खराब है स्वचालित रूप से विषय सड़क की सदस्यता लेता है और इसीलिए वह अपने आप ही यह डाटा बता देता है हमारा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट को सड़क की सतह के बारे में जानना है इसके द्वारा यह पता लगाने की कोशिश करते हैं की सड़क की सतह अच्छी है या तो खराब है या फिर इसके अंदर खूब सारे खड्डे है यहां जानकारी अधिसूचना के अनुसार अलग अलग पते पर भेजी जाती है ताकि वे सड़क सेवा के बारे में जागरूक हो सके और दुर्घटना से भी बचा जा सके मैं आपको यहां इस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करके दिखाता हूं तो जिस गाड़ी में यह सर्किट लगा है वह गाड़ी रास्ते पर दौड़ रही है और उसी दौरान हमें सड़क की सतह की जानकारी मिलती जाती है तो इस केस में हम डाटा को देखें तो हमें पता चलेगा कि सड़क की सतह एकदम समतल है और यहां कोई भी खड्डे आदि नहीं है तो हमें इस उद्देश्य का आउटपुट समतल दिखाई देगा अगर कभी सड़क में खड्डे आते है और समतल नहीं है तो मुझे डाटा से मेरे सरवर में जो ट्रांसलेशन होगा उसका आउटपुट सड़क खराब है ऐसा दिखाएगा तो यह सरवर सिर्फ हमें सड़क की स्थिति अच्छी है या बुरी उसके बारे में बताता है तो यहां सर्विस में कोई भी विसंगति नहीं है इसका कार्य हमें सिर्फ सड़क की परिस्थिति को बताना है जैसा कि हमें बताया गया की सड़क की परिस्थिति ठीक है इसका मतलब गाड़ी से डाटा सरवर तक ट्रांसमिट हुआ यानी सरवर तक पहुंचा यहां पर HiveMQ ब्रोकर लगाया गया है और इन ब्रोकरों के अलावा डाटा इस मोबाइल फोन में भी जाता है क्योंकि मोबाइल फोन को भी सदस्यता मिली हुई है और सड़क की जानकारी अपने आप ही मिल रही है आप इस चित्र में देख सकते हैं के हमें कितने मैसेजेस मिले हैं 190 से ऊपर मैसेजेस यहां मोबाइल फोन में ट्रांसमीट किए गए हैं हेलो मैं अरुण हूं और यह मेरे साथ जो है उसका नाम अब्बास है हम दोनों डिपार्टमेंट ऑफ आई आई टी खड़कपुर से है और हमारा प्रोजेक्ट एक स्मार्ट डोरबेल है जो की IOT टेक्नोलॉजी लेकर बनाया गया है और कोशिश की गई है कि हम वर्तमान डोरबेल में सुधार करें वर्तमान डोर बेल साउंड नोटिफिकेशन सिस्टम पर कार्यरत है घर के मालिक को उसके द्वारा ही पता चलेगा कि बाहर कोई आया हुआ है और कुछ उन्नत डोर बेल एक की होल की कार्य क्षमता मैं सुधार कर सकता है जो पहले से ही सीसीटीवी कैमरा या कुछ घर के बाहर का दृश्य दिखाकर विद्यमान है हम इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए IOT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमने पूर्ण रूप से तीन विशेषताओं को प्रोजेक्ट में बताया है पहला जब कोई घर की घंटी बजाता है भले ही मालिक घर पर क्यों ना हो हमारा सिस्टम मालिक को उनके स्मार्टफोन में IOT टेक्नोलॉजी द्वारा उनको बता सकते हैं दूसरी विशेषता यह है की जब कोई आपके घर के आसपास घूम रहा है और फिर भी घंटी नहीं बजा रहा तो आपको डिस्टेंस सेंसर के द्वारा पता चल जाएगा कि कोई इंसान आपके घर के पास खड़ा है उसी के साथ हम घर के मालिक को उस इंसान का फोटो भी खींच कर भेज देते हैं चाहे वह दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो तीसरी विशेषता यह है कि जब घर के मालिक को देखना हो कि उसके घर के आस पास क्या हो रहा है तो वह दूरस्थ स्थान से फोटो खींच सकता है IOT टेक्नोलॉजी इसके द्वारा हम वह इमेज जो डोरबेल के पास से खींची गई थी वह हम घर मालिक के स्मार्टफोन पर भेज सकते हैं तो इसके लिए हम मुख्य रूप से वाई फाई MQTT और बाकी प्रोटोकोल का उपयोग पाइथन भाषा में किए गए कोडिंग और सॉफ्टवेयर पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं तो यह प्रोडक्ट है इसमें रास्पबेरी पीआई जीरो कैमरा है जो इसके अंदर फिट किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं और इसमें डिस्टेंस सेंसर और बटन है घंटी का अनुकरण करने के लिए बटन को रखा गया है डिस्टेंस सेंसर यह देखने के लिए है कि कोई व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है और किसी इमेज को क्लिक करने के लिए कैमरा फिट किया गया है परियोजना की मूल संरचना यह है कि अंदर एक रास्पबेरी पाई है एक कैमरा 5 मेगापिक्सल से जुड़ा है और GPIO पिन का उपयोग करके हमने दूरी सेंसर और एक बटन कनेक्ट किया है तथा REST API सरवर एक और सरवर है जो या तो चल रहा है या फिर कोई दूसरी मशीन पर दौड़ रहा है जो है MQTT ब्रोकर को रास्पबेरी पाई में कनेक्ट किया गया है का उपयोग करके हमनेHCM क्लासिफाइड बनाया है वह एक गहरा न्यूरल नेटवर्क टॉर्च है जो चेहरे की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास एक पूरा डेटाबेस जिसमें व्यक्तियों के चेहरे हैं जिन्हें हम पहचानते हैं जिससे हम ने अलग अलग मनुष्य के फोल्डर बनाए हैं उदाहरण के लिए आप परिवार के सदस्यों के चेहरे का उपयोग कर सकते हैं आपने उन्हेंस्टोर सकते हैं और क्लासीफायर मैं डाल सकते हैं HCM क्लासीफायर उसके बाद REST API चेहरों को प्रोसेस करता है और डेटाबेस मैं जा कर देखता है कि वह चेहरा की सी जान पहचान वाले का है या नहीं अगर किसी जान पहचान वाला चेहरा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई अनजान का चेहरा है तो वह घर के मालिक को पता चल सकता है और उसे जानकार करवा सकता है कि उन्हें कोई मिलने आया है या कोई प्रकार का अतिक्रमण है यह एक androidapp है जहां से आप अपने दरवाजे की घंटी पर ध्यान रख सकते हैं तो जब आप यहां यहां पर क्लिक करेंगे तो PI एक इमेज लेगी और छवि इस जगह पर पहले आएगी तो अगर मैं इस छवि को बड़ा करूं तो मैं पता लगा सकता हूं कि वह अरुण है तो जैसा आप देख सकते हैं कि इमेज पब्लिश होकर सरवर तक पहुंच गई जब सरवर ने उसको रिकॉग्नाइज किया तब उस छवि को क्लाइंट के ऐप पर भेज दिया तो आप यह सब मॉनिटर कर सकते हैं इसी तरह यह बटन और डिस्टेंस सेंसर के साथ काम करेगा